सभी को नमस्कार हम मेमोरी पर चर्चा कर रहे थे और पिछली कक्षा में हमें एक मेमोरी ओर्गेनाइजेशन से परिचित कराया गया था जहाँ हमने नोट किया था कि प्रत्येक मेमोरी सेल वे होते हैं जहाँ डिजिटल जानकारी को संग्रहीत किया जाता है एक बिट सूचना के रूप में ठीक है इस वर्ग में हम इस मेमोरी सेल के बारे मे और अधिक देखेंगे और हम इस BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आधारित मेमोरी सेल साथ ही CMOS और स्टैंडर्ड MOS आधारित मेमोरी सेल को देखेंगे और जो हमने लिया है उसे स्टैटिक रैम कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी आपने पहले ही स्टैटिक देख ली होगी जिसे हम पहले ही लास्ट क्लास में डिफाइन कर चुके हैं कि स्टैटिक रैम वह होती है जहां पीरियोडिक रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती है और हम बाद की कक्षा में दूसरे प्रकार के RAM पर चर्चा करेंगे जिसे डायनामिक रैम या DRAM भी कहा जाता है और वहां पर हम देखेंगे कि उस DRAM आधारित मेमोरी ओर्गेनाइजेशन में सूचना संधारित्र में संग्रहित की जाती है जो कि लीकी हो सकती है जो अनिवार्य रूप से लीकी है तो यहाँ पीरियोडिक रिफ्रेशिंग करने की आवश्यकता है स्टेटिक RAM में जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे वह नहीं है तो आपको उस प्रकार की आवश्यकता नहीं है लेकिन DRAM में आवश्यक भागों की संख्या कम है ठीक है इसलिए यहां ट्रांजिस्टर और अन्य चीजों की संख्या ये सर्किट तत्व अपेक्षाकृत अधिक होंगे इसलिए DRAM में पैकिंग डेन्सीटी थोड़ा सा अधिक होगा लेकिन यहाँ SRAM यह तेज़ होगा और यह रिफ्रेशिंग है इसकी आवश्यकता नहीं है तो ये फायदे हैं इसलिए DRAM का अधिक हिस्सा हम बाद में देखेंगे तो आज हम इस स्टेटिक रैम मेमोरी यूनिट और विशेष रूप से मेमोरी सेल पर चर्चा करते हैं तो यहाँ हम BJT आधारित इस मेमोरी सेल से शुरू करते हैं तो हमने कुछ ऐसे ओर्गेनाइजेशन को पहले देखा था हमने पिछली कक्षा में एक मेमोरी सेल देखा था यदि हम याद करते हैं और इस मेमोरी सेल में 2 लाइनें थीं अब हमने इसे थोड़ा अलग तरीके से फिर से तैयार किया है तो यह एक लाइन D है एक और D प्राइम है जिसे आप मूल रूप से देखते हैं प्रत्येक मेमोरी सेल से 2 लाइनें निकल रही हैं इसे बिट लाइनें भी कहा जा सकता है तो 1 बिट तो यह डेटा है और यह डेटा बार है जो एक दूसरे विपरीत है तो यह वही है जो हम नोट करते हैं इसके अलावा जो हम देखते हैं वह X है और यह Y है इसलिए मूल रूप से ये मेमोरी ब्लॉक में किसी विशेष स्थान के एड्रैस हैं तो यह रो से आ रहा है और आप जानते हैं कि यह एक मैट्रिक्स आधारित व्यवस्था मैट्रिक्स आधारित एड्रेसिंग है तो यह एक रो डीकोडर से आ रहा है तो यह रो लाइन है और यह एक कॉलम डिकोडर से आ रही है तो यह कॉलम लाइन है जिसके लिए जब वे दोनों सक्रिय है - तो यह विशेष सेल एड्रेस्ड की जाती है इसलिए इसके अलावा जो हम देखते हैं यह वही है जो हमने पहले देखा था जो हम देखते हैं कि एक कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक है इसलिए यह कंट्रोल लॉजिक उसी के समान है जो हमने पहले देखा था इसके अलावा हमें इनपुट में एक डेटा मिला है तो यह चिप सिलेक्ट है और यह रीड या राइट ऑपरेशन है जो कि हम कर रहे हैं इसके अलावा हम क्या देखते हैं यह एक राइट एम्प्लिफायर ब्लॉक है इसलिए जब हम इसे लिख रहे हैं यह कुछ अतिरिक्त सर्किटरी है जो वास्तव में इसे बनाते हैं इसलिए हम इसका विश्लेषण करेंगे हम देखेंगे कि अंदर क्या है और फिर हमें रीड एम्पलीफायर मिला है तो यह रीड या सेन्सिंग एम्पलीफायर है तो सेल में ऐसा क्या है जिसे हम समझना चाहते हैं और इसे बाहरी दुनिया के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं तो यह एक विशिष्ट SRAM है आप मेमोरी ब्लॉक जानते हैं और हम आगे बढ़ेंगे और मेमोरी सेल में हम देखेंगे कि एक मल्टी एमिटर ट्रांजिस्टर पेर है जो एक क्रॉस कपल्ड मोड में जुड़ा हुआ है और जो एक बाइस्टेबल मोड में चल रहा है इस तरह से है कि या तो यह एक ट्रांजिस्टर चालू है या यह बंद ठीक है और संबंधित ट्रांजिस्टर विपरीत स्थिति में होगा यदि एक चालू है तो दूसरा बंद होगा तो हम देखते हैं ठीक है तो यह बेसिक मेमोरी सेल है इसके बारे में और अधिक यह कैसे दूसरे भाग जो कि सेन्सिंग एम्पलीफायर राइट एम्पलीफायर और उन सभी चीजों कंट्रोल लॉजिक से जुड़ा हुआ है हम बाद की स्लाइड्स में देखेंगे तो यह मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर पेर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और आप देखते हैं कि वे एक क्रॉस कपल्ड मोड में जुड़े हुए हैं तो उनमें से प्रत्येक को इस तरह के एक इनवर्टर के रूप में माना जा सकता है और यह कॉलम है और यह रो और कॉलम एड्रैस है - सिलेक्ट लाइन ठीक है और जब उनका चयन नहीं किया जाता है वे सिलेक्ट नहीं हैं मान 0 हैं और यदि वे सिलेक्ट है तो मान 1 हैं तो यह हाइ है अन्यथा यह लो होगा ठीक है और यह वह लाइन है जो उन डेटा और डेटा बार बिट लाइन पर जा रही है तो यह ED0 और ED1 है जिसे आप यहाँ देखते हैं और अन्य महत्वपूर्ण बात जो हम यहां ध्यान दें कि एक BJT आधारित सर्किट में जब भी ट्रांजिस्टर या जो इसे चला रहा है वह लॉजिक लो पर है मान 03 वोल्ट या उससे कम है तो सेचुरेशन के स्तर के आधार पर सेचुरेशन आपको पता चलेगा कि 01 02 या उससे भी कम हैं इसलिए लॉजिक लो जिसे यहां पर रखा गया है को 03 वोल्ट से कम माना जा सकता है और लॉजिक हाइ हमने पहले देखा है अगर यह एक TTL आधारित सर्किट है या आप इस ट्रांजिस्टर ऑपरेशन को जानते हैं तो हम लॉजिक हाइ होने पर इसे 3 वोल्ट से अधिक मान सकते हैं इसलिए इसके अलावा हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि इन लाइनो में पावर सप्लाइ और प्रतिरोध से जुड़ा एक बायस वोल्टेज है हम उस सर्किट को थोड़ा बाद में देखेंगे जिसके लिए 05 वोल्ट यहाँ प्रस्तुत किया गया है यहाँ 05 वोल्ट प्रस्तुत किया गया है और अब करेंट की मात्रा के आधार पर बहुत कम मान हो सकती है लेकिन अन्यथा यह 05 वोल्ट है ठीक है इसलिए जब ये लो है या इनमें से कोई एक लो है तो यह X या Y लो होता है तो यह 03 वोल्ट है और यह 05 वोल्ट है इसलिए इस दिशा में करंट प्रवाहित नहीं होगा ठीक है तो उस समय यह विशेष सर्किट यह एमीटर यह एमीटर यह ED0 और ED1 किसी भी तरह से योगदान नहीं दे रहा है इलेक्ट्रिकली योगदान नहीं और ये शेष आप जानते हैं कि ये 0 पर शेष हैं तो करंट इस तरह से प्रवाहित होगा ठीक है यह पहली चीज है जिसे आप देखते हैं अगला ये दो ट्रांजिस्टर हैं क्या दोनों चालू हो सकते हैं या दोनों बंद हो सकते हैं अब यदि आप जांच करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उन दोनों को चालू या उन दोनों को बंद करना संभव नहीं है तो अगर कहते हैं यह ON है तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है यह आपको पता है ग्राउंड है तो यह आपको पता है कि यहाँ पर ON का मतलब क्या हैं हम यह जानते हैं कि यह सेचुरेशन मे जाता हैं इसलिए यह Rc ठीक है तो इसे 03 वोल्ट या ऐसा कहा जाता है 02 वोल्ट जो कि इस सेचुरेशन का मान है तो यह उस पर ड्राइव करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा तो यह एक स्माल वोल्टेज है स्माल वोल्टेज यह बेस एमिटर वोल्टेजसे ज्यादा नहीं हैं जो आवश्यक है 06 वोल्ट या 07 वोल्ट तो यह उस समय बंद होगा यदि यह चालू है तो यह बंद है इसी तरह अगर यह बंद है तो यह कंडक्ट नहीं कर रहा है यह वोल्टेज अधिक होगा तो पर्याप्त रूप से हाइ इसलिए यह 5 वोल्ट होगा इसे सेचुरेशन में ड्राइव करने के लिए और इसके विपरीत क्या यह स्पष्ट है ठीक है तो उनमें से एक को बंद करने की आवश्यकता है और उनमें से एक को चालू रहने की आवश्यकता है और जब तक यह 0 पर शेष है और सभी तो यह वही है जो हो रहा है और उन्हें कैसे स्विच करें अगर कहते हैं कि Q0 ऑन है और Q1 बंद है कैसे Q0 बंद और Q1 चालू किया जाता है राइट ऑपरेशन में हम थोड़ा बाद में देखेंगे क्या यह ठीक है सही है यह हिस्सा प्रमुख है और यह आपके MOS आधारित सेल या CMOS आधारित सेल के लिए भी समान है जहां 2 इनवर्टर इस तरह के बजाय एक क्रॉस कपल्ड तरीके से बैक टू बैक जुड़े होंगे हम इस तरीके से आने वाले फीडबैक को देख सकते हैं तो अन्य मामलों के लिए भी ऐसी ही बात होगी जो आपको पता चलेगा कि इस विशेष ब्लॉक के लिए बाइस्टेबल मोड मे ऑपरेशन का एक विचारणीय तरीका है - ठीक है इसलिए जब दोनों हाइ होते हैं तो यह X और Y हाइ होते हैं इसका मतलब है कि इस मेमोरी सेल को अब एक्सैस कर लिया है ठीक है तो जब ये हाइ होते हैं तो मूल रूप से यह विशेष लाइन अब संचालित हो रही है तो करेंट में प्रवाह होगा क्योंकि यह रीड ऑपरेशन कर रहा होगा 05 वोल्ट या एसा ही राइट ऑपरेशन हम देखेंगे कि उस समय क्या हो रहा है ठीक है इसलिए करेंट को इस दिशा में निर्देशित किया जाएगा ठीक है इसलिए हम अपनी सामान्य चर्चा के लिए विचार करते हैं कि Q0 चालू है और Q1 बंद है ठीक है इसी तरह की चर्चा बस एक एनालॉगस अगर यह अन्यथा है समान विश्लेषण का पालन करेगा जो कि Q0 चालू के लिए हम जो भी चर्चा करते हैं स्लाइड समय देखें 1123 अब हम सेल से पढ़ने को देखते हैं इसलिए यह सेल आप जानते हैं पहले से ही है यहाँ प्रस्तुत है तो यह वह सेल है जिसे हमने पहले देखा था तो यह Q0 है तो यह चालू है और यह बंद है ठीक है और X और Y हमने इसे हाइ बनाया है यह हाइ है और यह हाइ है 3 वोल्ट से अधिक या एसा ही ठीक है और यह बायस वोल्टेज 05 वोल्ट में रखा गया है तो यह बायस वोल्टेज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था तो अब यह ट्रांजिस्टर चालू है इसलिए इस एमीटर से करंट इस दिशा में प्रवाहित होगी और यह ट्रांजिस्टर बंद है इसलिए कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है तो कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है इस दिशा मे करंट प्रवाहित हो रहा है ED1 के माध्यम से कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है क्योंकि यह ट्रांजिस्टर OFF है क्या यह स्पष्ट है ठीक है तो अब यह करंट प्रवाहित हो रहा है जब यह इस Q2 से गुजरता है तो Q2 चालू हो जाएगा और इस मामले में यह Q3 कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है तो Q3 बंद हो जाएगा इसलिए जब Q2 चालू है तो Dout बारसुधार लो होगा तो यह लो होगा और यह हाइ होगा क्या यह ठीक है तो Q0 ON है तो Dout के माध्यम से पढ़ा गया डेटा हाइ है इसका मतलब है वहाँ 1 का स्टोरेज है इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन चालू और बंद के लिए क्या यह स्पष्ट है इसके विपरीत क्या यह मामला था कि यह चालू है और यह बंद है तो करेंट इस दिशा में बह जाएगा यह ठीक है और यह इस दिशा में प्रवाहित नहीं होता है क्योंकि यह OFF है इसलिए यह करेंट इस में प्रवाहित हो रही है यह ON होगा और यह OFF होगा माफ कीजिए यह नहीं है यह OFF होगा तो यह एक हाइ होगा और यह एक लो होगा ठीक है तो Q1 ON तब डेटा आउट लो है और Q0 ON डेटा आउट हाइ ठीक है तो यह वह तरीका है जिससे हम जानकारी के उस भण्डारण की कल्पना कर सकते हैं और रीडिंग जो हो रहा है क्या यह ठीक है अब हम राइटिंग ऑपरेशन को देखते हैं तो सर्किट जो आप देख सकते हैं यह बेसिक मेमोरी सेल है ठीक है और आमतौर पर हम मानते हैं कि यह ON है Q0 ON है और Q1 OFF है और यह डेटा लाइन या बिट लाइन है और यह रीडिंग या सेंस एम्पलीफायर है तो यह D आउट बार है और यह D आउट जो हमने पहले ही देखा है अब यहाँ इस जगह में हमारे पास यह विशेष ब्लॉक हैं तो यह इस विशेष पक्ष के लिए बढ़ाया है ठीक है अब हमें यहाँ क्या मिला है इसलिए हम देख सकते हैं कि यह एक रीड राइट लॉजिक है कंट्रोल लॉजिक है चिप सेलेक्ट है और डेटा जिसे हम लिखना चाहते हैं वह भी है ठीक है अब यदि चिप सेलेक्ट हाइ है यदि चिप सेलेक्ट हाइ है तो सेल न तो पढ़ा जाता है और न ही लिखा जाता है तो चिप सेलेक्ट हाइ है इसका मतलब यह 0 है ठीक है और तो और इस खास चीज को ट्राई स्टेट करने के लिए दूसरे सर्किट भी हैं और जब चिप सेलेक्ट लो है जब चिप सेलेक्ट लो है तो यह 0 है इसलिए यह 1 ठीक है और उस समय यदि यह रीड राइट इनपुट रीड राइट बार इनपुट हाइ है ठीक है तो यह आपका हाई है तो यह वह रीड ऑपरेशन है जिसे आप जानते हैं कि रीड ऑपरेशन है तो यह आपका 1 है और यह आपका 1 ठीक है तो यह आपका है यह 1 आपको यहां पर एक 0 देगा क्या यह स्पष्ट है तो यह 0 इस NAND गेट आउटपुट के लिए 1 उत्पन्न करेगा और यह एक आउटपुट उत्पन्न करेगा यह 1 है कृपया समझें तो चिप सेलेक्ट 0 है और रीड राइट बार इनपुट 1 है इसलिए हमारे पास क्या हैं हमारे पास यह 1 1 यहाँ है चाहे Din का मान जो भी हो ठीक है क्योंकि यह रीड इनपुट 0 का मतलब रीड इनपुट 1 का मतलब यह है कि यह NOT गेट आउटपुट 0 है और इसी से इन दोनों NAND गेट का आउटपुट 1 होगा इस हिस्सा को समझे आप फिर बाकी बात यह है यदि यह हाइ है और यह हाइ है तो यह 2 ट्रांजिस्टर Q4 ON और Q5 ON है ठीक है तो यहाँ पर यह वोल्टेज बहुत कम है यहाँ पर यह वोल्टेज बहुत कम 03 वोल्ट 02 वोल्ट 01 वोल्ट है जो उस रेंज के है ठीक है तो फिर यह डायोड बंद है यह डायोड बंदहै तो सर्किट का यह हिस्सा इसलिए सर्किट का यह हिस्सा सर्किट का यह भाग है इस रूप में की यह नहीं है क्योंकि इस दिशा से कोई करंट नहीं बह रहा है और यह डायोड है तो आप जानते हैं कि करंट केवल एक ही दिशा में बह सकता है तो दूसरी दिशा में भी करंट का प्रवाह करना संभव नहीं है तो यह वही है जो हमने पहले देखा था तो स्टैंडर्ड रीड ऑपरेशन जगह लेगा क्या यह ठीक है अब हम दूसरे विकल्प पर जाते हैं तो अब यह रीड राइट बार इनपुट 0 है ठीक है तो यह 1 है चिप सिलेक्ट 0 है तो यह 1 है ठीक है अब यदि Din लो है तो यह 0 है ठीक है फिर यह भी 1 है यह NOT गेट है तो यह 1 है इसलिए यह NAND गेट आउटपुट 0 होगा और ये NAND गेट आउटपुट 1 होगा क्या यह स्पष्ट है यह हिस्सा समझ में आया है जिसके कारण यह Vb ट्रांजिस्टर Q5 का यह विशेष बेस वोल्टेज यह हाइ है और यह लो है इसका क्या मतलब है तो यह चालू रहेगा इसलिए यह वोल्टेज यहाँ पर लो होगा और यह लो है इसका मतलब है कि यह ट्रांजिस्टर OFF है तो यहाँ पर यह वोल्टेज हाइ है अब यह डायोड कंडक्ट करता है हाइ का अर्थ है कि आप Vcc के करीब हैं 5 वोल्ट के करीब है आप इस बात पर निर्भर करते हैं कि कितना IcRc ड्रॉप होगा और यहाँ पर 07 वोल्ट ड्रॉप है तो अब यह वोल्टेज पहले की तुलना में बहुत बड़ा है जो हमने देखा था तो इससे पता चलता है कि यहाँ एक रास्ता है यहाँ एक रास्ता है इसलिए बाकी वोल्टेज ड्रॉप करेंट ड्रॉप यहां खत्म हो जाएगी तो यह वही है जो आप अभी देख सकते हैं कि यह वोल्टेज अब हाइ पर है दूसरे पक्ष के बारे में यह क्या है यह अभी भी कम है क्योंकि यह ट्रांजिस्टर ऑफ पर है तो यह पक्ष जो आपको मिला है वह अब हाइ है यह ED0 और यह ED1 लो पर है और EC0 ER0 यह EC1 ER1 वे सभी हाइ हैं क्योंकि यह विशेष सेल संबोधित किया गया है अब जब यह बात होती है तो Q0 जो चालू था और Q1 जो बंद था अब यह है यह सिर्फ 1 होल्ड कर रहा था आप इस क्रॉस कपल्ड स्ट्रक्चर को जानते हैं यदि चालू है तो यह चालू रहता है तो दूसरा बंद है इसका मतलब है कि यह बंद रहता है तो उस समय ऐसा ही था अब इस एक्सटर्नल फोर्सिंग इनपुट के कारण जो आप यहाँ प्राप्त करते हैं कि यह हाइ है और यह लो है क्या होगा इसलिए यह ट्रांजिस्टर अब इस दिशा में कंडक्ट नहीं कर सकता है तो यह ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा और यह यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाता है तो वह वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर को चालू होने देगा और यह लो है कोई समस्या नहीं है यह संभव है तो Q0 अब बंद हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा तो VC0 तो VC0 यह वोल्टेज हाइ हो जाएगा जो अब Q1 को चालू कर देगा तो Q0 जो चालू था वह अब बंद हो गया और Q1 चालू हो गया इसके बाद यदि आप राइट ऑपरेशन को रोकते हैं और आप जानते हैं कि सर्किट वापस सामान्य स्थिति मे चला जाता है ठीक है तो दोनों 0 पर है यह इन्वोक्ड नहीं है तो यह क्रॉस कपल्ड प्रकृति Q1 को चालू और Q0 को बंद रखेगी ऐसा पहले हो रहा था Q0 जो चालू पर था चालू रहेगा और Q1 जो बंद था वो बंद रहेगा तो यहाँ भी ऐसा ही होगा यह स्थिर रहेगा और जैसा कि मैंने कहा कि इसे रिफ्रेशिंग करने की आवश्यकता नहीं है और मूल रूप से वे एक दूसरे को एक स्थिर मोड में रख रहे हैं क्या यह स्पष्ट है ठीक है मेमोरी सेल के भीतर स्विचिंग कैसे हो रही है जिसके लिए ट्रांजिस्टर अब स्विचिंग कर रहे है मेरा मतलब है कि वहां पर चालू या बंद वैल्यू बदल रहे है और यदि Q0 ON लॉजिक 1 संग्रहीत या मान 1 संग्रहीत बाइनरी मान 1 संग्रहीत था तो Q0 OFF बाइनरी मान 0 है जिस तरह से हमने पहले देखा है और अब रीडिंग करते हैं हम देखेंगे कि वहाँ 0 था तो 0 अब यहां पर Dout में पढ़ा जाएगा इस ऑपरेशन के बाद और इसके बजाय अगर Din हाइ था तो क्या होगा तो Din हाइ था मतलब यह लो होता और यह हाइ होता यदि यह हाइ था तो यह हाइ है यह हाइ है इस रीड और CS इनपुट के कारण तो यह लो और यह हाइ का मतलब है की यह कंडक्ट कर रहा है तो यह हिस्सा लो है तो यह कंडक्ट नहीं कर रहा है और यह लो मतलब यह कंडक्ट नहीं कर रहा है तो यह हाइ है तो यह आउटपुट हाइ हो जाएगा इसका मतलब यह हाइ है तो यह हाइ हो जाएगा और यह लो हो जाएगा इसका मतलब है कि Q1 कंडक्ट नहीं करेगा और Q0 कंडक्ट करेगा इसलिए जो कि पिछला मामला था क्योंकि इस तरह से Q1 कंडक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यह ट्रांजिस्टर बंद है तो यह अपने पिछले मान में बना रहेगा जो एक लॉजिक 1 बाइनरी मान 1 था जो इस विशेष सेल में संग्रहीत किया गया था यह स्पष्ट है तो यह है कि यह राइटिंग ऑपरेशन में कैसे हो रहा है अब हम BJT को देखते हैं अगर हम समझ गए हैं तो इसी तरह की बात है इसलिए आप अन्य प्रकार के CMOS आधारित या MOS आधारित SRAM स्टेटिक RAM जानते हैं केवल यह कि जिस तरह से करंट ड्राइवहोता है वगैरह वगैरह वे चीजें होती हैं क्योंकि यह एक फील्ड इफेक्ट डिवाइस है जो चीजें थोड़ी अलग होती हैं लेकिन बेसिक समझ वही रहती है तो यहाँ हम आप जानते हैं एक विशिष्ट SRAM CMOS देखते है तो यह PMOS है और यह NMOS PMOS NMOS है तो एक CMOS इन्वर्टर यह एक और CMOS इन्वर्टर है और यह फिर से एक क्रॉस कपल्ड तरीके से जुड़ा हुआ है और हम जानते हैं कि पिछली चर्चा से अगर एक चालू है तो दूसरे को बंद होना चाहिए तो अगर क्षमा करें यदि यह NMOS चालू है तो यह NMOS इस NMOS को बंद होना चाहिए और जिस तरह से BJT कनेक्शन था और ठीक इसके विपरीत अगर यह ON है तो यह OFF होगा ठीक है और जब यह X और Y लो होता है तो आप जानते हैं तो यह अपनी स्थिति बनाए रखेगा अब जब यह कॉलम एड्रेस रॉ और कॉलम एड्रेस से आ रहा है तो यह डेटा लाइनें हैं अब आप क्या देखते हैं कि यह X रो एड्रेस है एड्रेस डिकोडर से आता है तो ये ट्रांजिस्टर Q5 Q7 Q9 Q6 Q8 ये सभी पास ट्रांजिस्टर हैं पास ट्रांजिस्टर का अर्थ यदि इनपुट हाइ है तो हमारे पास एक चैनल बन रहा है इसलिए मूल रूप से सोर्स और ड्रेन बहुत कम रसिस्टेंस पाथ है तो एक दूसरे से जुड़ रहा है तो इन्फोर्मेशन वैल्यू - सिग्नल एक तरफ से दूसरी तरफ चलते हैं तो आप जानते हैं कि यह पास ट्रांजिस्टर है जो हम बात कर रहे हैं और इसलिए जब भी यह X हाइ हो जाता है तो Q5 और Q6 इस डेटा और डेटा बार लाइनों बिट लाइनों को डेटा उपलब्ध कराते हैं तो ये डेटा लाइनों तक पहुँच प्रदान कर रहे हैं ठीक है तो यह सब आप इस बात को जानते हैं कि यह मेमोरी सेल है यह मेमोरी सेल और इनमें से दो इनमें से दो ट्रांजिस्टर डेटा लाइन तक पहुंच प्रदान करते हैं इसलिए वे अक्सर एक साथ पूल करते हैं और इसे 6 ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है इस व्यवस्था को CMOS SRAM के लिए 6 ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है तो 1 2 3 4 5 6 तो ये 6 ट्रांजिस्टर हैं यह ठीक है इसलिए जब X और Y लो होते हैं तो यह सर्किट एड्रेस्ड नहीं होता है इसलिए यह स्टोर कर रहा है क्योंकि यह बिस्टेबल मोड में है जो कुछ भी जानकारी थी और रीड ऑपरेशनके लिए दोनों X और Y हाइ है ठीक हैं और अब यह देखते हैं यह रीड बार और राइट है तो रीड ऑपरेशन के लिए यह लो होना चाहिए तो मूल रूप से यह एक पास ट्रांजिस्टर है इसलिए Din को उस दिशा में जाने की अनुमति नहीं है क्या यह ठीक है तो उस समय डेटा बार में यहाँ जो भी जानकारी है तो यह Y हाइ है तो यह आप जानते हैं कि पास ट्रांजिस्टर Q8 से गुजर रहा है और फिर यह एक CMOS इंवर्टर है तो जो कुछ भी डेटा बार पर है वह आपको पता है कि उसका उलटा Dout के रूप में उपलब्ध है इसलिए अगर Q1 Q2 जोड़ी इस एक तो यह Q2 ON है इसका मतलब है कि आउटपुट आपका हाई होगा और यदि यह OFF है तो आउटपुट लो होगा क्या यह स्पष्ट है ठीक है अब राइट ऑपरेशन कैसे होता है फिर से ये दो एड्रैस हाइ होने चाहिए चिप सिलेक्ट जहां यह आपको विशेष चिप का एक्सैस देता है जो उचित मान पर होना चाहिए ठीक है अब यह 1 है इसलिए Din को प्रवेश करने की अनुमति है और जब यह Din फिर से यहाँ आता है तो यह एक फोर्स्ड इनपुट है जिसे आप जानते हैं और जिसके लिए यह विशेष आउटपुट हाइ होगा देखें कि क्या यह हाइ भेज रहा है ठीक है तो यह हाइ इसे चालू करता है और इसे बंद कर देगा यह मान लो होगा तो यह लो इसे बंद कर देगा और यह हाइ पर रहेगा फिर यदि आप इसे हटा देते हैं क्योंकि यह बाइस्टेबल प्रकृति का है तो यह इस मान में बना रहेगा तो यह स्वीट्च्ड हो रहा है तो तदनुसार आप जानते हैं कि यह स्विचिंग होगी और 0 लिखने के लिए यह लो होगा तो यह मान उस समय लो होगा जो इसे चालू और इसे बंद होने के लिए मजबूर करेगा यह एक विशिष्ट व्यवस्था है तो अंत में MOS आधारित SRAM ठीक है इसलिए MOS आधारित SRAM में इसकी तुलना BJT आधारित मेमोरी सेल से की जाती है जिसे आपने देखा था इसलिए हमारे पास इन्वर्टर में यह दो ट्रांजिस्टर थे और यहाँ सामान्य रसिस्टर के बजाय आपके पास MOS आधारित ट्रांजिस्टर हो सकता है जो कि MOS आधारित जिसे आप जानते हैं प्रतिरोध बनाया है जो कम जगह लेता है ठीक है अन्यथा कोई सामान्य रसिस्टर भी इस जगह पर बना सकता है और यह भी समान क्रॉस कपल्ड बाइस्टेबल मोड ऑपरेशन प्रदान करेगा क्रॉस कपल्ड इनवर्टर बाइस्टेबल मोड ऑपरेशन प्रदान करेगा इसलिए यहाँ फिर से आप जानते हैं कि लोड MOS आधारित ट्रांजिस्टर का उपयोग करके बनाए गए हैं तो आपको 1 2 3 4 और यह 2 एक्सेस प्रदान कर रहा है तो 6 ट्रांजिस्टर कोन्फ़िगरेशन और अगर इन्हें सामान्य प्रतिरोध द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जो अधिक स्थान और सभी लेगा थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का पैकिंग डैन्सिटि जो कि यह MOS आधारित उपकरण प्रदान करता है तो यह इसके ओप्टिमल उपयोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब वह 4T कॉन्फ़िगरेशन या 4 ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा ठीक है तो यह एक विशिष्ट ओर्गेनाइजेशन है और यदि आप इसे देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि A0 से A5 तक हैं तो 6 बिट एड्रैस तो 6 बिट एड्रैस 6 से 64 एड्रैस डिकोडिंग जो हो रहा है ठीक है तो 64 रो यहा 6 भी हैं तो 64 रो ठीक है तो 64 गुणित 64 इसलिए 4096 वर्ड हैं और प्रत्येक स्थान पर आप 1 बिट जानकारी संग्रहीत कर रहे हैं तो यह एक 4096 वर्ड है 4096 गुणित कह सकते हैं 1 बिट MOS RAM MOS SRAM बिट ओर्गेनाइज्ड क्या यह ठीक है तो यह मैट्रिक्स एड्रेसिंग है ठीक है तो इसके साथ हम निष्कर्ष निकालते हैं और बहुत जल्दी आपने जो देखा है कि स्टेटिक RAM या SRAM को BJT MOSFET CMOS के साथ बनाया जा सकता है और प्रत्येक मामले में हम ट्रांजिस्टर से बने क्रॉस कपल्ड इनवर्टर और बाइस्टेबल मोड में उनके संचालन को देख रहे हैं और BJT के लिए हमने देखा है कि ये सेंस एम्पलीफायर और राइट एम्पलीफायर कैसे काम करते हैं इसी तरह हमने CMOS और सामान्य MOS देखा था रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन के लिए पास ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है धन्यवाद